इस व्याख्यान में हम वीएलएसआई भौतिक डिजाइन में प्लेसमेंट के मुद्दों पर चर्चा जारी रखते हैं इस व्याख्यान के दूसरे भाग में पहले हम प्लेसमेंट में कुछ डिज़ाइन शैली के विशिष्ट मुद्दों के बारे में बात करते हैं मैंने पहले भी बार बार उल्लेख किया है कि वीएलएसआई भौतिक डिजाइन के कई चरण उस सटीक डिजाइन शैली पर बहुत निर्भर करते हैं जिसका आप अपने अंतिम लेआउट को बनाने में अनुसरण कर रहे हैं जबकि यह एक पूर्ण कस्टम हो सकता है यह अर्ध कस्टम मानक सेल आधारित हो सकता है और इसी तरह यह गेटेड या FPGA आधारित हो सकता है इसलिए यहां हम यह देखेंगे कि संबंधित प्लेसमेंट के साथ डिजाइन शैली की पसंद कैसे प्रभावित कर सकती है उसे जो हम करना चाहते हैं या जो हम प्लेसमेंट चरण के दौरान करने के चाहवान हैं इसलिए मुख्य समस्याएं जो प्लेसमेंट की समस्या से उत्पन्न होती हैं यह इस्तेमाल की जाने वाली डिजाइन शैली पर निर्भर करती है आप इसे देखते हैं मैंने पहले भी उल्लेख किया था कि उदाहरण के लिए मानक सेल डिज़ाइन शैली में फ़्लोरप्लनिंग और प्लेसमेंट समस्याएं समान हैं क्योंकि आप याद करें कि एक मानक सेल आधारित डिजाइन में जिन जगहों पर आप सेल लगा सकते हैं वे सीमित हैं यह केवल उन पंक्तियों के साथ है जिसमें आप सेल रख सकते हैं इसलिए जब हम फ़्लोरप्लानिंग के बारे में बात करते हैं तो आप इन सेल के लिए एक स्थान प्रदान करते हैं अब उस स्थान को उन पंक्तियों में से एक के भीतर होना होगा इसलिए एक बार जब आप किसी एक पंक्ति में सेल लगाते हैं तो आप प्लेसमेंट को भी पूरा कर रहे होते हैं क्योंकि प्लेसमेंट का मतलब भी यही होगा कि सेल को किसी एक पंक्ति में रखा जाए तो यहाँ एक डिज़ाइन शैली का उदाहरण है जहाँ फ्लोरप्लानिंग और प्लेसमेंट से वास्तव में कोई फर्क नहीं पड़ता है तो हम ASIC डिजाइन शैलियों पर विशेष रूप से पूर्ण रीति रिवाजों मानक सेल और गेट सरणी और प्लेसमेंट के लिए वहां शामिल मुख्य मुद्दों पर चर्चा करते हैं तो हम पूर्ण रीति से शुरू करते हैं अब पूर्ण रीति रिवाज में हमने देखा है कि यह पूरी तरह से अप्रतिबंधित प्रकार की डिज़ाइन शैली है जिसमें हमारे पास यह सिलिकॉन फ़्लोर है और हम किसी भी ब्लॉक को कहीं भी रख सकते हैं जहाँ आप चाहते हैं और आकार ब्लॉकों के पहलू अनुपात अलग अलग हो सकते हैं इस पर कोई प्रतिबंध नहीं है बेशक आप अन्य डिजाइन शैलियों को मिला सकते हैं कुछ हिस्सा एक मानक सेल आधार भी हो सकता है कुछ हिस्सा पूर्ण कस्टम आदि हो सकता है लेकिन सामान्य रूप से पूर्ण कस्टम बेस डिजाइन शैली के लिए यह सच है इसलिए प्लेसमेंट समस्या में आपके लिए उपलब्ध लेआउट क्षेत्र के भीतर अलग अलग आकार के कई ब्लॉक रखने होंगे अब ब्लॉक आकार बहुत नियमित नहीं हो सकता है जिसके कारण कुछ क्षेत्र अप्रयुक्त रह सकते हैं पूर्ण कस्टम डिज़ाइन शैली के लिए मैंने पहले भी उल्लेख किया है कि आपको स्पष्ट रूप से फ़्लोरप्लेनिंग और प्लेसमेंट दोनों चरणों की आवश्यकता है हालांकि हम जिस एल्गोरिथ्म का उपयोग कर रहे हैं उसके आधार पर आपको कई पुनरावृत्तियों की आवश्यकता हो सकती है जहां आप किसी विशेष प्लेसमेंट से शुरू कर सकते हैं और आप प्रयास करने की कोशिश करते हैं क्रमिक रूप से एक पुनरावृत्ति प्रक्रिया में प्लेसमेंट की गुणवत्ता में सुधार हर कदम के लिए आप लेआउट को थोड़ा संशोधित कर रहे हैं अब पूर्ण कस्टम के लिए फ्लोरप्लानिंग और प्लेसमेंट चरणों की आवश्यकता है मैं इसे एक बार फिर से दोहराता हूँ कि वास्तव में इसका अर्थ क्या है हम फिर से एक उदाहरण लेते हैं जिसमे हम फ़्लोरप्लानिंग के बारे में बात करते हैं एक ब्लॉक ए है एक ब्लॉक बी है एक ब्लॉक सी और डी है यह इन 4 ब्लॉकों के लिए फ्लोरप्लान का एक उदाहरण है अब फिर से जब हम प्लेसमेंट के अगले चरण में जाते हैं तो अब ब्लॉक के सटीक आकार और माप को परिभाषित किया गया है और हमें रूटिंग के लिए कुछ अतिरिक्त स्थान भी रखना होगा तो अब आपका प्लेसमेंट इस तरह दिखाई दे सकता है यह आपका ब्लॉक ए होगा यह आपका ब्लॉक बी हो सकता है आपका ब्लॉक सी इस तरह दिखाई दे सकता है आपका ब्लॉक डी छोटा हो सकता है तो यहां आप एक प्लेसमेंट के इस उदाहरण को देखते हैं यह एक प्लेसमेंट है इसलिए किसी प्लेसमेंट के इस उदाहरण में आपने स्पष्ट रूप से ब्लॉक और आसपास के बीच कुछ रिक्त स्थान रखे हैं जिसके उपयोग से आप राउटिंग या इंटरकनेक्ट को सही से पूरा कर सकते हैं और यह भी देख सकते हैं क्योंकि ब्लॉक के आकार और माप की असमानता के कारण यहाँ कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो अप्रयुक्त हैं इसलिए हम वास्तव में क्षेत्र के इस हिस्से का उपयोग नहीं कर रहे हैं तो यह पूर्ण कस्टम डिजाइन में प्लेसमेंट के गुणों में से एक है फिर कुछ क्षेत्र हो सकता है जो बर्बाद हो गया है इसके बाद आइए हम इस मानक सेल डिज़ाइन शैली पर आते हैं इसलिए जैसा कि मैंने यहां बताया था कि फ्लोरप्लेनिंग और प्लेसमेंट की समस्या भी समान है तो मैं फिर से इस बिंदु को स्पष्ट करता हूँ तो इस मानक सेल डिजाइन शैली में आपका लेआउट क्षेत्र इस तरह दिखाई देगा जहां कई पंक्तियाँ होंगी जिसमें आपसे मानक सेल को एक एक करके डालने की उम्मीद है इसलिए मैं दो पंक्तियाँ दिखा रहा हूँ अब मान लीजिए कि मेरे पास कुछ मानक सेल हैं तो इस तरह एक आकार एक कुछ कम चौड़ा आकार इसलिए मैं उन्हें कहीं रख देना चाहता हूं तो फ्लोरप्लानिंग में मुझे इन ब्लॉकों के लिए एक अस्थायी जगह का पता लगाना है आइए हम इसे ब्लॉक 1 कहें और इसे ब्लॉक 2 मान लीजिए कि मैं अपने ब्लॉक 1 को यहां फ्लोरप्लानिंग चरण के दौरान डालने का फैसला करता हूं और ब्लॉक 2 को मैं यहाँ डालने के लिए तय कर सकता हूं अब आप फ़्लोरप्लनिंग के दौरान देखते हैं कि डिज़ाइन शैली में बाधा के कारण हम अपनी योजना बनाने के लिए मजबूर हैं इन ब्लॉकों को केवल इस मानक सेल पंक्तियों के साथ रखा जाना चाहिए प्लेसमेंट में भी हमें यही काम करना है यही वे स्थान हैं जहां आप ब्लॉक को रख सकते हैं इसलिए आपने फ्लोरप्लानिंग के दौरान जो किया है वह वही है जो हमें प्लेसमेंट के दौरान भी होना चाहिए इसलिए मानक सेल डिजाइन के मामले में दो समस्याएं समान हैं अब यहाँ निश्चित रूप से आपका उद्देश्य समग्र लेआउट क्षेत्र को कम से कम करना होगा लेआउट क्षेत्र का मतलब है कि आपने ब्लॉक को इस तरह से आवंटित किया है कि आपकी इंटरकनेक्शन जटिलता कम से कम हो इसका मतलब है आपके द्वारा इंटरकनेक्ट करने के लिए आवश्यक पटरियों की संख्या इसका मतलब है कि चैनल चैनल की कुछ ऊंचाइयों को कम करते हैं जैसे कि इस आरेख में फिर से आना चैनल की ऊंचाई यह है यह वह जगह है जहां इंटरकनेक्शन तारों को बिछाया जाना है और इस आधार पर कि कितने ट्रैक बिछाए जाएंगे और उसी के अनुसार चैनल की ऊंचाई तय की जाएगी तो एक उद्देश्य ब्लॉक को इस तरह से असाइन करना होगा कि आपको पटरियों की कम संख्या की आवश्यकता होती है इसलिए चैनल की ऊंचाई कम होगी और निश्चित रूप से हम व्यापक पंक्ति की चौड़ाई को कम करना चाहते हैं मानक सेल डिज़ाइन की तरह यह वांछनीय है कि सभी पंक्तियाँ एक ही चौड़ाई की हैं जो आपको क्षेत्र का एक इष्टतम उपयोग प्रदान करेगी लेकिन फिर से अंत में थोड़ा असमान ब्लॉक का मतलब हो सकता है कि थोड़ा बेमेल हो इसलिए यहां थोड़ा बेमेल है लेकिन चौड़ाई के बीच बहुत अंतर नहीं होना चाहिए हम मानक सेल लेआउट में व्यापक पंक्ति को कम करने की कोशिश कर रहे हैं यह मैंने उल्लेख किया है और अंतिम बिंदु यह है कि ओवर द सेल रूटिंग नाम की एक योजना होती है यह परिष्कृत रूटिंग एल्गोरिदम में भी एक विकल्प है यहां आप लगभग चैनल लैस डिज़ाइन नामक कुछ प्राप्त कर सकते हैं तो इसका मतलब है कि मैं आपको इस आरेख की मदद से फिर से बताने की कोशिश करूं अब आप इस आरेख में देखें कि आपने इंटरकनेक्ट के लिए एक अलग क्षेत्र रखा है इसलिए आप क्या करते हैं आप दो अलग अलग परतों पर क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर लाइनों को लेआउट करते हैं और आप इस तरह से कनेक्शन पूरा करते हैं अब ये कनेक्शन धातु की परतों पर बनाए जाते हैं जो आमतौर पर उच्च परत की सतह पर होते हैं जो कि वास्तविक ट्रांजिस्टर की तुलना में नीचे की ओर गढ़े गए हैं जो इन परतों में पॉलिसिलिकॉन प्रसार का उपयोग करते हैं तो धातु की परतों का वैसे भी अर्थ है कि वे हमारी परत पर बनी हैं जो ट्रांजिस्टर से ऊपर हैं इसलिए क्योंकि वे ट्रांजिस्टर से ऊपर हैं कोई भी आपको इस तरह से इंटरकनेक्शन बनाने से नहीं रोक रहा है आइए हम कुछ बिंदु यहां बताते हैं कि आप इस तरह एक इंटरकनेक्शन बना सकते हैं सेल के ऊपर का अर्थ है कि आप सेल के ऊपर इंटरकनेक्शन लाइनों को एक अलग परत पर चित्रित कर रहे हैं इसे ओवर द सेल रूटिंग कहा जाता है अब अगर आप इसे ओवर द सेल तरीके से अपनी रूटिंग को पूरा कर सकते हैं तो आपको इस अलग चैनल की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है तो आपको वस्तुतः मानक सेल का एक चैनल लैस लेआउट मिलेगा जो फिर से बहुत अधिक कॉम्पैक्ट होगा तो आगे यहाँ हमारे पास गेट एरेज़ का एक क्षेत्र है इसलिए जब आप विभाजन करते हैं आप प्रत्येक विभाजन किए गए तत्वों को कहीं न कहीं डालने की कोशिश कर रहे होते हैं आप जो काम फ्लोरप्लानिंग में कर रहे हैं प्लेसमेंट में भी आप वही कर रहे हैं तो इन सभी चरणों का अंतिम लक्ष्य गेट सरणी में एक विशेष स्थान पर एक गेट रखना होगा इसलिए गेट ऐरे डिज़ाइन स्टाइल के लिए विभाजन फ़्लोरप्लानिंग प्लेसमेंट इन सभी 3 को एक साथ मर्ज किया जा सकता है वे वास्तव में कुछ अलग नहीं करते हैं लेकिन एफपीजीए के लिए हालाँकि समस्या थोड़ी अलग है इसलिए यहां आप किसी विशेष गेट की मैपिंग नहीं कर रहे हैं जैसे मैं FPGAs के लिए एक उदाहरण लेता हूं मान लीजिए कि मेरे पास इस तरह से एक सर्किट नेटलिस्ट है इसलिए मैं एक उदाहरण ले रहा हूं मान लीजिए कि मेरे पास इस तरह का एक सर्किट है यहां कई गेट हैं अब मान लीजिए कि मैं इसे एक FPGA में मैप करना चाहता हूं जहां आपके पास 4 इनपुट लुकअप टेबल हैं इसलिए जैसा कि मैंने इस तरह के परिदृश्य के लिए कहा है ऐसा नहीं है कि आप एक गेट को LUT में मैप कर रहे हैं लेकिन कोई भी सामान्य सर्किट या सब सर्किट जिसमें 4 इनपुट होंगे और 1 आउटपुट उसको LUT में मैप किया जा सकता है उदाहरण के लिए आप सर्किट के इस हिस्से को एक LUT में मैप कर सकते हैं तो हम इसे LUT 1 कहते हैं और शेष भाग को फिर से 3 इनपुट और एक आउटपुट दूसरे LUT में देंगे इसलिए FPGAs के लिए मैपिंग बहुत सरल है तो आप अपना नेटलिस्ट ट्री लेते हैं और नेटलिस्ट ट्री से आप वास्तव में ग्राफ से उप सर्किट का पता लगाते हैं जो 4 इनपुट और 1 आउटपुट तक होगा और किसी प्रकार का ग्राफ विभाजन करते हैं तो ग्राफ विभाजन के लिए कई अच्छे एल्गोरिदम उपलब्ध हैं तो यह FPGAs के लिए किया जाता है अब प्लेसमेंट एल्गोरिदम के बारे में बात करें तो प्लेसमेंट एल्गोरिदम को मोटे तौर पर इन वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है एक सिमुलेशन आधार पर आधारित हैं सिम्युलेटेड एनेलिंग सिम्युलेटेड इवोल्यूशन या जेनेटिक एल्गोरिदम फोर्स निर्देशित प्लेसमेंट यह भी एक बहुत ही दिलचस्प तरीका है जिसे हम देखेंगे ऐसी विधियाँ हैं जहाँ आप विभाजन प्रक्रिया से प्लेसमेंट बना रहे हैं वहाँ ब्रेयर्स एल्गोरिथ्म Breuer's algorithm और कुछ संशोधन टर्मिनल प्रसार जैसी विधियाँ हैं और कुछ अन्य विधियाँ भी हैं जिनमें क्लस्टर ग्रोथ भी होती है बल द्वारा निर्देशित आप अन्य श्रेणी में भी श्रेणी बना सकते हैं तो इसका उपयोग एक प्रारंभिक क्लस्टर बनाने के लिए किया जा सकता है जो क्लस्टर हो सकता है या किसी प्रकार का प्रारंभिक प्लेसमेंट हो सकता है जिसे उदाहरण के लिए सिम्युलेटेड एनेलिंग प्रक्रिया के दौरान बेहतर बनाया जा सकता है तो आइए हम इनमें से कुछ एल्गोरिदम देखें सिमुलेटेड एनीलिंग एक एल्गोरिथ्म है जो प्लेसमेंट की समस्या के संबंध में बहुत लोकप्रिय रहा है हमने पहले भी सिम्युलेटेड एनीलिंग के बारे में बात की थी आइए हम थोड़ा समय लगाए कि आपने जो सिम्युलेटेड एनीलिंग के बारे में कहा था उसे याद करें और हमें देखें कि हम इस टूल को कैसे लागू करते हैं आप टूल या अल्गोरिदम जो भी कहें मॉड्यूल प्लेसमेंट की इस विशेष समस्या के लिए तो सिम्युलेटेड एनीलिंग मैंने इस बात का उल्लेख किया कि यह एक प्रक्रिया है जो धातुओं या ग्लास में एनीलिंग प्रक्रिया का अनुकरण करती है इसलिए जब हम धातु या कांच के क्रिस्टल बनाते हैं तो आप क्या करते हैं हम सामग्री को उच्च तापमान पर पिघलाते हैं जहां इसे तरल में परिवर्तित किया जाता है और फिर आप एक ठंडा क्रम का पालन करते हैं हम धीरे धीरे तरल अवस्था को ठंडा करते हैं कि सामग्री अंततः क्रिस्टलीकरण हो जाएगी और उस सामग्री का आकार ले लेगी जिसे हम चाहते हैं तो उच्च तापमान पर परमाणु और अणु बहुत अस्थिर होते हैं वे बहुत तेजी से घूम रहे हैं लेकिन जैसे जैसे तापमान नीचे जा रहा है वे अधिक से अधिक स्थिर हो रहे हैं तो यहाँ कुछ ऐसा ही किया जाता है कुछ सादृश्य बनाया जाता है कि शुरू में चीजें बदल सकती हैं लेकिन जैसे जैसे आप समय में आगे बढ़ेंगे चीजें और अधिक स्थिर होती जाएंगी तो जिस प्रकार की सादृश्यता खींची जाती है वह इस प्रकार है कि आप आरंभिक प्लेसमेंट से शुरू करते हैं अच्छी तरह से यह दर्शाता है कि सामग्री की प्रारंभिक तरलता आप एक प्रारंभिक प्लेसमेंट से शुरू करते हैं जिसे आप सुधारना चाहते हैं फिर आपने उदाहरण के लिए कई कदमों को परिभाषित किया जैसे ब्लॉक का आदान प्रदान करना ब्लॉक को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना एक ब्लॉक का ओरिएंटेशन बदलना आदि जिसके परिणामस्वरूप वृद्धिशील सुधार हो सकता है इसलिए यदि आपको कोई सुधार मिलता है तो आप उसे स्वीकार करते हैं ऐसे मूव्स जो लागत में कमी करते हैं हमेशा स्वीकार किए जाते हैं लेकिन हालांकि यदि आप पाते हैं कि आप एक चाल बनाते हैं लेकिन लागत बढ़ रही है तो ऐसा नहीं है कि आप हमेशा इस तरह के कदम को खारिज कर देंगे तो आप उस कदम को अस्वीकार कर सकते हैं लेकिन उस चाल को एक संभावना के साथ स्वीकार किया जाएगा जो पुनरावृत्तियों की संख्या के साथ घट जाती है यह रणनीति स्थानीय मिनीमा में फंसने वाली प्रक्रिया से बचने में मदद करती है मैं किसी भी अनुकूलन समस्या में देख सकता हूँ इसलिए आमतौर पर जटिल समस्या के लिए आपके साथ इस तरह का व्यवहार होता है समय के साथ लागत ताकि आप ऑप्टिमाइज़ेशन को अंजाम दें तो आप पा सकते हैं कि आपकी लागत फिर से घटते बढ़ रहे हैं फिर से घटते जा रहे हैं तो कई मिनीमा पॉइंट हो सकते हैं इसलिए फिर आप लागत को कम करने के लिए एक विशुद्ध रूप से लालची दृष्टिकोण का उपयोग कर रहे हैं तो आप यहां फंस जाएंगे लेकिन अगर आप कुछ ओवर स्नूप्स का पालन करते हैं तो संभावना है कि आप इस दिशा में एक कदम बढ़ा सकते हैं इसलिए आप दूसरी तरफ चलते हैं और आप संभवतः इस घाटी में गिर सकते हैं और इस समाधान तक पहुंच सकते हैं जिसकी लागत भी कम है यह कहने के पीछे मूल विचार है कि आप स्थानीय मिनीमा बिंदुओं से बच रहे हैं ये स्थानीय मिनीमा बिंदु हैं अब एक और बात यह है कि मैंने कहा कि आप उन चालों को स्वीकार करते हैं जो समय के साथ घटते हैं तो इसे कैसे लागू करें यह कहें कि यदि हम प्रोग्रामिंग के संदर्भ में इस तरह से लागू करते हैं तो आप एक चर रख सकते हैं जो तापमान का प्रतिनिधित्व करता है हम कहते हैं कि मैं इस तापमान को उच्च मूल्य पर रख करके शुरू करता हूं मान लीजिये इसे 100000 पर रखते हैं और प्रत्येक पुनरावृत्ति के अंत में मैं तापमान को संशोधित करता हूं कि हम T के बराबर T को माने 095 से गुणा करें इसलिए हर चरण में मैं इस तापमान को उत्तरोत्तर 100000 की तरह घटाता जा रहा हूँ एक पुनरावृत्ति के बाद यह 95000 होगा 7 पुनरावृत्ति के बाद यह और भी कम होगा तो यदि आप तापमान छंद समय की साजिश करते हैं तो यह वक्र पर कुछ ढलान के बाद भी नीचे जाएगा यह गुणन कारक पर निर्भर करता है और बीच में आप एक पैरामीटर का उपयोग कर सकते हैं हमें कहते हैं एक स्थिर है तो आप इस संभावना के साथ एक बुरा कदम स्वीकार करते हैं तो आप देखते हैं कि इस संभावना के लिए T उच्च है e की पावर माइनस यानि कि एक बहुत छोटी संख्या तो यह संख्या वास्तव में 1 के करीब है लेकिन जैसा कि तापमान घटता है यह और कम होता जाएगा तो यह होगा कि ये संभावनाएं वास्तव में नीचे जा रही थीं तो विचार यह है कि शुरू में पुनरावृत्ति के शुरुआती हिस्सों की ओर आप कह रहे हैं कि आप स्वीकार कर सकते हैं कि चाल कई बार चलते हैं लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता है तापमान गिरता जाता है इसलिए यहां हम संभावना को कम कर रहे हैं एक बदतर कदम को स्वीकार करने का मौका कम और कम हो जाता है यह विचार है तो एक बहुत लोकप्रिय सिम्युलेटेड एनीलिंग टूल जो विकसित किया गया था टिम्बरवॉल्फ कहलाया जाता था वास्तव में समय में एक बिंदु था लेकिन टिम्बरवॉल्फ सबसे अच्छा ज्ञात प्लेसमेंट एल्गोरिथ्म था और इसका उपयोग मुख्य रूप से मानक सेल बेस डिजाइनों के लिए प्लेसमेंट बनाने के लिए किया गया था और निश्चित रूप से इसका उपयोग सामान्य पूर्ण कस्टम डिजाइनों के लिए भी किया जा सकता है आइए देखते हैं कि टिम्बरवॉल्फ कैसे काम करता है यह इस सिम्युलेटेड एनीलिंग प्रक्रिया या एल्गोरिथ्म का समग्र छद्म कोड है आइए हम विभिन्न चरणों को देखें जैसा कि मैंने कहा था कि हम तापमान का संकेत देने वाले एक चर T का उपयोग करते हैं हम इसे कुछ बड़े मूल्य के उदाहरण देते हैं जैसे मैंने कहा कि 100000 जो प्रारंभिक तापमान होगा और आप ब्लॉक की एक प्रारंभिक प्लेसमेंट के साथ शुरू करते हैं इसलिए शुरू में हम रैंडम प्लेसमेंट के साथ शुरुआत कर सकते हैं या कुछ प्लेसमेंट जो किसी तरह की बुद्धिमत्ता के लिए बनाए गए हैं वे बाद में देखेंगे अब इस लूप में मैं एक अंतिम अस्थायी बना सकता हूं मैं एक अंतिम अस्थायी को परिभाषित कर सकता हूं हम कहते हैं कि अंतिम तापमान मैं 05 के रूप में परिभाषित कर सकता हूं इसलिए प्रत्येक पुनरावृत्ति में मैं तापमान T को अनुसूची T के बराबर कम कर रहा हूं यह हो सकता है जैसा कि मैंने कहा कि T के बराबर T को 095 से गुणा किया जाता है तो T घट रहा है तो एक समय पर T अंतिम तापमान से कम होगा फिर आप लूप से बाहर हो जाएंगे अन्यथा आप दोहराएंगे अब प्रत्येक तापमान मान T पर आप कई आंतरिक छोरों या पुनरावृत्तियों को ले जा रहे हैं जबकि प्रत्येक तापमान पर परीक्षणों की संख्या अभी तक पूरी हो चुकी है मान लें कि आप 100 ट्रायल मूव्स बनाने का निर्णय लेते हैं इसका मतलब है T के हर मान पर T के हर मूल्य के लिए while loop 100 गुना होगा तो आप क्या करते हो आप एक ट्रायल मूव बनाते हैं जिसे आप एक फंक्शन कॉल पर्टुरब कहते हैं जो आपके प्लेसमेंट P में छोटे बदलाव करता है जो कि आपका नया प्लेसमेंट होगा तो आपके पास एक लागत फंक्शन है आपने अपने नए हिस्से नए प्लेसमेंट और मूल प्लेसमेंट पर भी आवेदन किया है और में अंतर देखें अगर आप नकारात्मक देखो इसका मतलब है आपको एक बेहतर प्लेसमेंट मिल गया है तो आप इसे स्वीकार करते हैं और इसे अपने P के रूप में बनाते हैं इस नए प्लेसमेंट P द्वारा प्रतिस्थापित कर दें लेकिन अन्यथा आपकी लागत बढ़ रही है सकारात्मक है तो आप इस तरह के एक फ़ंक्शन का उपयोग करते हैं यदि 0 और 1 के बीच एक रैंडम संख्या उत्पन्न होती है तो एक रैंडम नंबर उत्पन्न करें जिसका वैल्यू से अधिक हो इससे यह स्थिति बनती है कि यदि पुनरावृत्ति के प्रारंभिक भाग के लिए आपकी संभावना बड़ी है लेकिन जैसा कि T बढ़ता है संभावना एक छोटी होगी यह स्थिति इस बात का ध्यान रखती है तो इस संभावना के साथ रैंडम उससे अधिक है तो केवल आप इस बदतर कदम को स्वीकार करते हैं मुझे पता है कि इस प्रक्रिया को दोहराएं यह देखो बहुत सरल प्रक्रिया है इसलिए टिम्बरवुल्फ़ में शुरुआती तापमान 4 मिलियन पर सेट किया गया था अंतिम तापमान 01 था शेड्यूल इतना सरल नहीं था जितना मैंने कहा था 095 x T में लेकिन यह कुछ गुणात्मक कारक था जो समय के साथ बदलता है जब शीतलन प्रक्रिया बस शुरू होती है आप 08 के बराबर अल्फा T से शुरू करते हैं लेकिन तापमान की मध्यम सीमा में आप इसे 095 बनाते हैं अंत में आप फिर से इसे 08 बनाते हैं तो क्या होगा कि शीतलन अनुक्रम वास्तव में इस तरह से होगा शुरू में यह एक निश्चित दर पर ठंडा होगा फिर यह समतल हो जाएगा फिर से यहाँ तक ठंडा हो जाएगा तो यह कुछ ऐसा होगा जैसे यह तापमान छंद समय वक्र है इसलिए यह निर्णय लिया गया है या प्रयोग के माध्यम से इस बिंदु पर पहुंचा गया है कि विभिन्न प्रकार के शेड्यूल फ़ंक्शन का उपयोग करके लेखक सेचेन और सांगियोवेनी विंसेंटेली ने पाया कि इस तरह का एक फ़ंक्शन प्लेसमेंट के लिए सबसे अच्छा काम करता है तो पर्टुरब फंक्शन में उन्होंने 3 अलग अलग वैकल्पिक चालों का इस्तेमाल किया यह M1 M2 और M3 यह M1 आपको इंगित करता है कि आप एक ब्लॉक बेतरतीब ढंग से चुने गए ब्लॉक को एक नए स्थान पर विस्थापित करते हैं इस ब्लॉक को देखें और इन दोनों को भी नए स्थान पर आमतौर पर बेतरतीब ढंग से चुना जाता है दूसरी चाल M2 कहती है कि आप दो रैंडम ब्लॉक लेते हैं आप स्थानों को इंटरचेंज करते हैं तीसरी चाल कहती है कि आप एक रैंडम ब्लॉक लेते हैं आप अभिविन्यास को बदलते हैं ओरिएंटेशन का मतलब है कि आप एक मिरर इमेज लेते हैं मिरर इमेज का मतलब है कि आपके पास एक ऐसा ब्लॉक है जिसे आप या तो इसका एक आइना लेते हैं और इसे x दिशा में घुमाते हैं या इसे y दिशा में अच्छी तरह घुमाते हैं Y दिशा में घूमना पूर्ण कस्टम डिजाइन के लिए लागू होता है मानक सेल के लिए आप वास्तव में ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि आप मानक सेल में याद करें कि VDD शीर्ष पर चलता है और नीचे ग्राउंड चलती है यदि आप इस तरह से घुमाते हैं तो ग्राउंड ऊपर जाएगी और VDD नीचे जाएगी लेकिन सामान्य पूर्ण रीति के लिए आप यह ठीक कर सकते हैं और ये मूव्स M1 M2 M3 को फिर से रैंडम में चुना जाता है और M3 को उस तरह से चुना जाता है जैसा कि यह तब किया गया था जब यह M1 जो भी आप इसे करने की कोशिश कर रहे थे उसे खारिज कर दिया गया था उदाहरण के लिए आप बेतरतीब ढंग से स्थानांतरित करने के लिए एक नए स्थान का चयन करते हैं लेकिन आप पाते हैं कि पहले से ही नए स्थान पर कब्जा है आप इस कदम को नहीं बना सकते हैं केवल तब आप M3 को आज़माते हैं यह एक रणनीति थी जिसका पालन किया जाता है इसलिए कुछ दृष्टांत इन दृष्टांतों में मानक सेल हैं अगर M1 चाल कहे इसलिए मैं रैंडम तौर पर एक ब्लॉक उठाता हूं मैं इसे एक नए स्थान पर ले जाता हूं हम कहते हैं कि इस ब्लॉक को यहां स्थानांतरित किया जाएगा यह M2 कहता है कि मैं रैंडम रूप से दो ब्लॉकों को यह और यह कह सकता हूं और अगर क्षेत्र अनुमति देता है तो मैं उनका आदान प्रदान करूंगा मैं इस ब्लॉक को यहां लाऊंगा और मैं इन ब्लॉक को यहां ले जाऊंगा और M3 जैसा कि मैंने कहा है कि अगर मेरे पास इस तरह का ब्लॉक है तो मैं एक दर्पण छवि ले जाऊंगा जिसका मतलब है कि 1 बायां है 2 दायां है यह 2 या 1 हो जाएगा या मैं इसे y दिशा के साथ भी प्रतिबिंबित कर सकता हूं तो यह 3 4 3 4 ही रहेगा लेकिन लंबवत रूप से इसका अभिविन्यास बदल जाएगा तो ब्लॉक को इस तरह से घुमाया जाएगा लेकिन फिर से मैंने कहा कि मानक सेल के लिए इस तरह के ऊर्ध्वाधर घुमाव का कोई मतलब नहीं है इस रोटेशन को केवल पूर्ण कस्टम डिजाइन शैली प्लेसमेंट के लिए अनुमति दी जाएगी अब चालों का चयन इस तरह किया गया था पहले टिम्बरवुल्फ ने M1 और M2 के बीच एक स्थानांतरित किया लेकिन M1 की संभावना 80 प्रतिशत थी 45 थी M2 की संभावना 20 प्रतिशत थी 15 अब जैसा कि मैंने पहले कहा था कि यदि आप M1 का चयन करते हैं और यदि इसे अस्वीकार कर दिया जाता है इसका मतलब है कि आप इसे स्थानांतरित नहीं कर सकते हैं तो M3 का एक प्रकार 01 10 प्रतिशत संभावना के साथ किया जाता है लेकिन जब आप चालें बनाते हैं तो कुछ ऐसा भी होता है जिस पर आप गौर करना चाहते हैं कुछ प्रतिबंध हैं जिन्हें हम लगाना चाहते हैं कि एक मॉड्यूल विस्थापित किया जा सकता है और मॉड्यूल की किस जोड़ी को आपस में जोड़ा जा सकता है जैसे कि मैंने एनीलिंग प्रक्रिया के गुणों का अनुकरण करने के लिए कहा था शुरू में मैं अनुमति दे रहा हूं कि बहुत अधिक अस्थिरता वाले ब्लॉक लंबी दूरी पर आगे बढ़ सकते हैं लेकिन समय के साथ साथ मैं अपनी रैंडम या कठोर चालों की अनुमति नहीं दूंगा केवल आसपास के क्षेत्र में ब्लॉक यह चारों ओर घूम सकता है तो यहाँ हम किसी प्रकार के श्रेणी सीमक का उपयोग करते हैं विचार यह है रेंज सीमक एक आयताकार क्षेत्र की तरह है जैसे आप एक आयताकार स्थान आयताकार खिड़की की कल्पना करते हैं तो शुरू में आप इस R से शुरू करते हैं जो पूरे लेआउट क्षेत्र को कवर करता है जिसका अर्थ है कि R के भीतर कहीं भी ले जाने की अनुमति है लेकिन जैसे जैसे पुनरावृत्तियां आगे बढ़ेंगी R का आकार छोटा और छोटा होता जाएगा तो एक चरण की तरह यह बेमेल हो सकता है इसका मतलब है कि केवल आप इस आयताकार क्षेत्र द्वारा इंगित किए गए इस क्षेत्र में ही जा सकते हैं उससे आगे नहीं तापमान कम होने से खिड़की का आकार सिकुड़ जाता है तो यह विचार है इसलिए लागत फ़ंक्शन के 3 घटक हैं पहले एक सभी नेट की अनुमानित लंबाई का भारित योग है हम पहले ही देख चुके हैं कि नेट की लागत का अनुमान कैसे लगाया जाए दूसरी लागत प्लेसमेंट के दौरान है आप यहां नहीं हैं आप वास्तव में यह ओवरलैपिंग की अनुमति नहीं दे रहे हैं लेकिन आप जानते हैं कि ओवरलैपिंग की अनुमति नहीं है इसलिए ओवरलैपिंग को हटाने के बजाय आप क्या करेंगे आप कह रहे हैं कि ब्लॉक ओवरलैप कर सकते हैं लेकिन ओवरलैपिंग के लिए जुर्माना बहुत अधिक लागत का होगा इसलिए कहीं भी जब आप लागत को कम कर रहे हैं तो ओवरलैपिंग के मामले अपने आप ठीक हो जाएंगे तो लागत दो ओवरलैपिंग के लिए जुर्माना लागत है और लागत 3 विभिन्न मानक सेल पंक्तियों में असमान लंबाई के लिए जुर्माना है क्योंकि आप चाहते हैं कि सभी पंक्तियाँ लगभग इसी चौड़ाई की होनी चाहिए लेकिन अगर कोई अंतर है तो आप एक तीसरी लागत का जुर्माना भुगतते हैं तो यह मैंने उल्लेख किया है लागत फ़ंक्शन 2 ओवरलैपिंग को दंडित करता है और इसी तरह लागत 3 पंक्तियों की असमान लंबाई को दंडित करता है इसलिए सारांश के लिए टिम्बरवॉल्फ बहुत सफल प्लेसमेंट टूल में से एक था जिसका उपयोग मानक सेल बेस डिजाइनों के लिए किया गया था लेकिन कुछ संशोधन के साथ इसका उपयोग अन्य डिजाइन शैलियों के लिए भी किया जा सकता है जैसे कि पूर्ण रीति तो हम इस व्याख्यान के अंत में आते हैं हमारे अगले व्याख्यान में हमारे अगले व्याख्यान में हम प्लेसमेंट के लिए कुछ अन्य तकनीकों या एल्गोरिदम को देख रहे होंगे धन्यवाद